इसलिए शुभ प्रभात हम मॉड्यूल के अंतिम खंड में हम चिनाई के अवयवों के व्यवहार एवं सामर्थ्य से सम्बन्धित है कि जाँच करेंगे और पिछले व्याख्यान में हम अपरूपण बल और अक्षीय संपीड़न अन्ध्रुनी सतह अपरूपण बल और अक्षीय संपीड़न के बीच की सतह की जांच पर बातचीत कर रहे थे और हमने इस बातचीत को उन 3 मानदंडों के संदर्भ में देखा जिनका उपयोग हमने विफलता अनुक्षेत्र को विकसित करने के लिए किया था हमने इनमें से प्रत्येक के लिए अभिव्यक्ति विकसित की और यदि आपको याद है कि नमन संपीडन तंत्र से निपटने वाली अभिव्यक्ति चरम आघूर्ण क्षमता के आधार पर अनुमानित की जाती है और फिर दीवार की ज्यामिति को जानकर आप इसे पर्शिविक बालों के संदर्भ में व्यक्त कर सकते हैं नमन तंत्र को विकसित करने के लिए चरम पर्शिविक बालों H की आवश्यकता होती है अन्य दो तंत्र अपरूपण तंत्र हैं जो विकर्ण तनाव विफलता और फिर फिसलन अपरूपण विफलता पर आधारित हैं इसलिए एक बार जब यह अक्षीय बल के सभी मानों के लिए अनुमानित होता है तो आपको परस्पर क्रिया सतह मिलती है जो किसी दिए गए तंत्र के लिए सबसे कम अपरूपण बल है तीनों तंत्रों में सबसे कम अपरूपण बल है जो तब आपको विफलता अनुक्षेत्र देता है अब यह अन्ध्रुनी सतह क्षमता अन्ध्रुनी सतह व्यवहार के लिए है और हमने इसे अक्षीय बल बनाम कतरनी क्षमता के रूप में व्यक्त किया है इसे अक्षीय बल के आघूर्ण के संदर्भ में भी दर्शाया जा सकता है इसलिए इसे उसी क्षण और अक्षीय बल के रूप में दर्शाया जा सकता है जो तब आघूर्ण और अक्षीय बल में एक परस्पर क्रिया सतह बन जाती है इसलिए चूंकि अन्ध्रुनी सतह व्यवहार अपरूपण द्वारा नियंत्रित किया जाता है चिनाई का भहर वहन करने वाली दीवार एक अपरूपण दीवार के रूप में कार्य करती है जिसे हमें अक्षीय बल के विभिन्न स्तरों के तहत चिनाई के व्यवहार की पूरी समझ प्राप्त करने के लिए अपरूपण तंत्र का सहारा लेना पड़ता है इसी तरह से हम अक्षीय बल आघूर्ण परस्पर क्रिया को भी देख सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले स्तिथि में कहा था कि यह अपरूपण बल बनाम अक्षीय बल है आप इसे बंकन आघूर्ण बनाम अक्षीय बल के संदर्भ में दर्शा सकते हैं अन्घ्रुनी सतह तंत्र के लिए जो इतना सामान्य नहीं है हम इसे अपरूपण बल बनाम अक्षीय बल के संदर्भ में अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं हालांकि बहरी सतह तंत्र के लिए अपरूपण एक हावी तंत्र नहीं है अपरूपण वह तंत्र नहीं है जिसके लिए आप विफलता होने की उम्मीद करते हैं बहरी सतह तंत्र को आमतौर पर नमन संपीडन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसलिए पी एम परस्पर क्रिया वक्र को बहरी सतह बंकन के लिए विकसित किया जा सकता है और यह इस बात पर आधारित है कि हमने पहले क्या देखा है हमने पार्श्व बलों के कारण बहरी सतह दिशा में एक दीवार की बहरी सतह बंकन प्रतिक्रिया के प्रभाव को देखा लेकिन यहां हम अक्षीय बल को बंकन वाले अंत क्रिया की ओर देख रहे हैं और एक अंतःक्रियात्मक सतह को प्रतिबल के रैखिक प्रत्यास्थ वितरण या कम से कम चरम स्तर पर एक गैर रैखिक वितरण प्रतिबल मानकर बनाया जा सकता है इसलिए यदि आप यहां परस्पर क्रिया की सतह को देखते हैं तो हम एक सामान्यीकृत परस्पर क्रिया सतह को देख रहे हैं जो बहरी सतह बंकन वाली दीवार और भार अभिनय के साथ कुछ विकेंद्रिता है तो यह पार्श्व बल आधारित विफलता तंत्र से अलग है कि हम बहरी सतह की क्षमता के आधार पर देख रहे हैं यह एक अलग प्रतिनिधित्व क्योंकि दीवार पर कार्य अलग है तो हम सामान्य अक्षों पर देख रहे हैं y अक्ष पर P P0 और X अक्ष पर M M0 आघूर्ण क्षमता है और यहाँ P0 कुछ भी नहीं है लेकिन चिनाई की संपीड़ित सामर्थ्य दीवार की लंबाई के साथ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मोटाई में है इसलिए तो हम आघूर्ण क्षमता के मूल्य पर पहुंचने के लिए अनुभाग मापांक का उपयोग कर रहे हैं और यह हमें सामान्यीकृत तरीके से x और y अक्ष का प्रतिनिधित्व करने में मदद करता है तो यह परस्पर क्रिया की सतह में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आधार पर विकसित किया जा सकता है पहला ऐसा भाग जहां संपूर्ण खंड संपीडन में है और हमने इन्हें विकसित किया है दरार से पहले समीकरण जो सीधी रेखा है जिसे आप P P0 बराबर 1 मान से देखते हैं यह उस द्र्स्टी से है जब दीवार में दरार पड़ना शुरू हो जाती है इसलिए हम ऐसी स्थिति को देख रहे हैं जहां अक्षीय बल की विलक्षणताविकेंद्रिता t 6 से कम हो प्रतिष्ठित अभिव्यक्तियाँ जो हमने पहले देखी हैं इसलिए यह है कि 0 विलक्षणता के बीच की दीवार में विलक्षणता का स्तर है जब आप दीवार की पूर्ण अक्षीय बल क्षमता प्राप्त करते हैं जो कि P0 है सभी तरह से जब दरारें विकेंद्रिता पर शुरू होती हैं जो t 6 के बराबर है उस बिंदु पर आप देख सकते हैं कि आपको दीवार में आघूर्ण क्षमता 1 मिलती है जबकि अक्षीय बल की क्षमता एक आधी तक गिर जाती है और इस वजह से त्रिकोणीय वितरण होता है जिसे हमने दीवार में संपीडन प्रतिबल के वितरण में ग्रहण किया है तो इस महत्वपूर्ण बिंदु से परे आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ आघूर्ण की क्षमता 1 है अक्षीय बल की क्षमता P0 की क्षमता का 50 प्रतिशत है जिससे दीवार में दरार होने लगती है एक बार जब दीवार में दरार होना शुरू हो जाती है तो हम बाद की दरार चरण को देख रहे हैं लेकिन बाद की दरार चरण में हम अभी भी प्रतिबल के एक प्रत्यास्थ वितरण रैखिक वितरण के साथ जारी हैं तो यह केवल उस अंतिम बिंदु पर है जिसे हम अंदर लाना चाहते हैं यदि आप एक गैर रैखिक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं एक प्रतिबल ब्लॉकखंड परवलयिक के उपयोग के साथ संपीड़न के तहत नरम करना प्रतिबल ब्लॉक को एक समान आयताकार प्रतिबल ब्लॉक के साथ बदल दिया गया तो उस बिंदु से परे हम एक दरार आये हुए अपुप्रस्थ काट को देख रहे हैं और आप अब दीवार की संकुचित मोटाई पर काम करते हैं जो इस बिंदु के बाद t से कम है तो इस मामले में आप वास्तव में उन विलक्षणताओं को देख रहे हैं जो उस गंभीर विलक्षणता से हैं जिस पर दरार t 6 से लगभग 50 प्रतिशत है विलक्षणता अपुप्रस्थ काट के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर है तो आप फिर शेष खंड के लिए आघूर्ण क्षमताओं का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन जैसा कि आप एक अनुभाग के करीब जाते हैं जो अनुप्रस्थ काट की मोटाई की तुलना में बहुत छोटा हैआप यह मान सकते हैं कि जब संपीड़ित सामर्थ्य का मान चिनाई कि संपीडन सामर्थ्य से सम्पर्क करता है तो आप अंतिम स्थिति के लिए मान लेना शुरू कर सकते हैं कि एक आयताकार तनाव ब्लॉक मौजूद है और यही वह है जो आपको दीवार में आघूर्ण क्षमता और अक्षीय भार क्षमता देने जा रहा है तो यह एक बुनियादी ढांचा है जिसके साथ आप अक्षीय बल बंकन वाले आघूर्ण परस्पर क्रिया को विकसित करने के लिए काम कर सकते हैं आप f m के बराबर होने के लिए अक्षीय तनाव के स्तर को ठीक कर सकते हैं और विभिन्न विलक्षणताओं को 0 विकेंद्रिता से दरार विकेंद्रिता तक देख सकते हैं और फिर उससे आगे अनुप्रस्थ काट को कम करना शुरू करें फिर आप अनुप्रस्थ काट के दूसरे चरण और इसकी बंकन आघूर्ण क्षमता और अक्षीय बल क्षमता पर आते हैं और फिर आप अंतिम चरण में आते हैं जहाँ आप बल परिणाम को बदलना चाहेंगे जो आयताकार प्रतिबल खंडब्लॉक से मेल खाती है तो यह एक सरल ढांचा है जिसका उपयोग आप अक्षीय बल बंकन आघूर्ण परस्परिक क्रिया सतह को विकसित करने के लिए कर सकते हैं जो तब अभिकल्पनडिजाइन के लिए उपयोग किया जा सकता है बेशक यहां हमने एक अ प्रबलित चिनाई वाली दीवार के अनुप्रस्थ काट पर ध्यान दे यदि आप एक या दो प्रबलित छड के साथ इस दीवार के अपुप्रस्थ काट को प्रबलसुदृढ़ करने के लिए थे तो आप सहमत होंगे कि यह केवल दरार चरण में है एक बार स्पाट कि छड तनन का अनुभव करना शुरू कर दे तो आपको आघूर्ण क्षमता में सुधार होगा जो निचले आधे हिस्से में है परस्पर क्रिया की सतह के एक तिहाई कम में ही इसलिए प्रबलित के साथ यदि सुप्रबलित को अनुप्रस्थ काट में जोड़ा जाना है तो हम वास्तव में इस क्षेत्र में आघूर्ण क्षमता के सुधार को देखने जा रहे हैंयह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना स्पात प्रबलितसरिया ला रहे हैं जिससे परस्पर क्रिया वक्र के दरार चरण आघूर्ण क्षमता में सुधार होगा आप प्रबलित चिनाई के लिए उपयोग कर रहे होंगे अक्षीय बल परस्पर क्रिया के लिए अन्ध्रुनी सतह बंकन वाले आघूर्ण के लिए परस्पर क्रिया और अक्षीय बल परस्पर क्रिया के लिए बहरी सतह आघूर्ण के लिए परस्पर क्रिया घटती है इसलिए चिनाई की सामर्थ्य व्यवहार और सामर्थ्य के मामले में यह एक आखिरी हिस्सा है जिसे मैं छूना चाहता था एक घटक है जो रहता है जो हमें फिर से अभिकल्पनडिजाइन करने के लिए जोड़ता है और यह वास्तव में विरूपण है अब विरूपण और कठोरता मैं कहूंगा क्योंकि आपको कठोरता का अनुमान लगाने की आवश्यकता है आपको यह जानने की आवश्यकता है कि चिनाई की दीवार में आपको क्या विकृति मिलेगी यह अनुमान लगाने में सक्षम होने के लिए कि कुछ चिनाई घटक का अनुभव करने की क्या मांग है आपको कठोरता का अनुमान लगाने की आवश्यकता है तो आइए एक बुनियादी ढांचे को देखें कि कैसे चिनाई में विभिन्न तत्व एक दूसरे के साथ परस्परिक क्रिया करते हैं और कठोरता का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है ऐसी कौन सी धारणाएं हैं जो आपको एक घटक स्तर पर बनाने की आवश्यकता है जो कठोरता का अनुमान लगाने में सक्षम हो एवं बलों के वितरण के लिए आवश्यक है तो यह इस विशेष मॉड्यूल का अंतिम भाग है जहां हम वास्तव में पार्श्व बल के वितरण की जांच कर रहे हैं ठीक है विभिन्न तरीकों के संदर्भ में पेचीदगी जो आपके पास एक संपूर्ण दीवार के पैमाने पर होगी जिसे हम जांचेंगे क्योंकि हम अभिकल्पनडिजाइन की समस्याओं को करना शुरू करते हैं लेकिन पार्श्व बल वितरण कैसे होता है इसके लिए एक चिनाई पैनल या चिनाई घटक तक सभी तरह के निर्माण में समग्र रूपरेखा समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी धारणाएं हैं कि आपको इनमें से प्रत्येक तत्व और प्रणाली के व्यवहार को संपूर्ण बनाना है और मेरा ध्यान मुख्य रूप से चिनाई संरचनाओं के इन संरचनाओं के भूकंप की प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से है इसलिए जब मैं कहता हूं कि पार्श्व बल का वितरण मैं भूकंप बलों के लिए विशेष संदर्भ बना रहा हूं तो अपरूपण के आधार पर आप भूकंप की कार्रवाई के तहत अनुमान लगा सकते हैं और कैसे इस अपरूपण मांग को अपरूपण के आधार मांग के निर्माण से सही वितरित किया जा रहा है कि इमारत सभी तरह का अनुभव करेगी कि अपरूपण बल एक घटक को क्या अनुभव होने जा रहा है तो यह एक प्रक्षेपवक्र है जो वास्तव में देख रहा हूँ तो हम भूकंपीय अबिकल्पनडिजाइन पहलुओं में प्रवेश करेंगे लेकिन प्रणाली स्तर से घटक स्तर तक संक्रमण महत्वपूर्ण हो जाता है हम मूल बल के साथ स्थापित करने में सक्षम होंगे जो बड़े पैमाने पर अभिव्यक्ति के त्वरण प्रारूप गुणा द्रव्यमान के बराबर है जो कोड अपरूपण का अनुमान लगाने के लिए होगा एक बार दिए गए भवन के लिए अपरूपण के आधार का अनुमान लगाने के बाद इस आधार अपरूपण को एक संरचना की ऊंचाई के साथ वितरित किया जाता है इसलिए यदि आपके पास एक एकल मंजिला संरचना है तो सभी आधार अपरूपण दीवारों से सुसज्जित हैं जो एकल मंजिला में मौजूद हैं आधार तल संरचना में लेकिन अगर आपके पास कई मंजिलें हैं तो मंजिला अपरूपण प्रत्येक मंजिला के अनुरूप यह अपरूपण बल समग्र आधार अपरूपण से अनुमान लगाया जाना है और यह एक निश्चित वितरण पर निर्भर करता है कि आप ऊंचाई के साथ ग्रहण करेंगे कोड हमें ऐसा करने के सरलीकृत तरीके देते हैं आप ऊंचाई के साथ एक त्रिकोणीय वितरण मान सकते हैं जो उस वितरण को करने के लिए मोडसाधन आकृतियों का उपयोग कर सकता है लेकिन यह एक पहलू है कि हम जांच करेंगे जब हम वास्तविक भूकंपीय अभिकल्पनडिजाइन करते हैं तो हम जांच शुरू कर देंगे इसलिए पहला परिवर्तनकाल एक बार आधार अपरूपण स्थापित होने के बाद होता है आपको यह जानना होगा कि मंजिला अपरूपण क्या है एक बार जब मंजिला अपरूपण स्थापित हो जाती है तब एक मंजिला को विभिन्न दीवारों के बीच वितरित किया जाता है तो आपको दीवारों के वितरण को जानने की आवश्यकता है और यह वितरण कई मापदंडों से प्रभावित होता है आपके पास ऐसी स्थिति हो सकती है जहां संरचना कि रुपरेखा में कुल समरूपता है उस मंजिल के द्रव्यमान का केंद्र और दीवारों के वितरण की कठोरता का केंद्र और ऐसी स्थिति में यदि आपके पास x दिशा के साथ पार्श्व बल अभिनय है या y दिशा के साथ पार्श्व बल अभिनय आप दीवारों पर अभिनय करने वाले प्रत्यक्ष अपरूपण घटकों को देख रहे हैं लेकिन अगर आप द्रव्यमान के केंद्र और कठोरता के केंद्र के बीच एक विलक्षणता रखते हैं तो आपको मरोड़ की संभावना है और मरोड़ की संभावना के साथ भूकंप बल से आने वाले प्रत्यक्ष अपयूपन घटक के अलावा एक दिशा या दूसरे में आपके पास एक अतिरिक्त मरोड़ वाला अपरूपण घटक होता है जो चित्र में आता है तो एक मंजिला के स्तर पर पहले स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है द्रव्यमान का केंद्र क्या है कठोरता का केंद्र क्या है और जांच करें कि क्या द्रव्यमान के केंद्र और कठोरता के केंद्र के बीच एक विकेंद्रिता है इस विकेंद्रिता को x विलक्षणता में विभाजित किया जा सकता है और ज्यामिति के आधार पर y विकेंद्रिता और कार्तीय निर्देशांक जिसके भीतर आप काम कर रहे हैं इस प्रकार यह मंजिला अपरूपण केंद्र द्रव्यमान और कठोरता के केंद्र के बीच की योजना में विलक्षणता है या नहीं इसके आधार पर दीवारों के बीच वितरित किया जाएगा और दीवारों में से प्रत्येक के लिए मंजिला अपरूपण का यह वितरण है जिस योजना को आप यहां देख सकते हैं उसके शीर्ष पर x दिशा के साथ लंबी दीवार है तल पर x दिशा के साथ एक छोटी दीवार और फिर इसमें अलग अलग लंबाई की y दिशा के साथ दीवारें भी हैं अब x दिशा और y दिशा में उस दिशा के आधार पर अपरूपण बल जिसमें आप भूकंप बल को कार्य करने के लिए मान रहे हैं और जिस दिशा में आप विश्लेषण कर रहे हैं आपको इन दीवारों के बीच अपरूपण बल को वितरित करना होगा तो मुझे लगता है कि भूकंप बल x दिशा के साथ काम कर रहा है और अगर द्रव्यमान के केंद्र और कठोरता के केंद्र के बीच कोई विलक्षणता नहीं है कि भूकंप बल को अब दो दीवारों पर वितरित किया जाना है नीचे की दीवार पर एक दीवार और x में शीर्ष पर एक दीवार सीधे अपरूपण घटकों के रूप में यदि विकेंद्रिता है तो प्रत्यक्ष अपरूपण घटकों के अलावा एक मरोड़ अपरूपण कतरनी घटक होने जा रहा है इसी तरह से y दिशा में मेरे पास दो दीवारें हैं इसलिए अपरूपण मंजिल अपरूपण बल देती है और फिर y दिशा को भवन के y दिशा में दो छोरों पर दो दीवारों के बीच वितरित किया जाता है मंजिला अपरूपण से दीवार अपरूपण बल तक यह वितरण संरचना की कुछ मान्यताओं और वास्तविक भौतिक स्थितियों से प्रभावित होता है और वे क्या हैं यह वितरण स्वयं दीवारों की सापेक्ष कठोरता या सामर्थ्य के आधार पर होने जा रहा है तो आपको एक अनुमान जानने की जरूरत है आपको दी गई मंजिल में दीवारों की कठोरता का अनुमान लगाने की आवश्यकता है यह इस कठोरता पर आधारित है कि वितरण क्या होने वाला है सामर्थ्य वह चीज है जिस पर आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि आप पूर्व के व्याख्यानों के आधार पर अनुमान लगा पाएंगे जो मुख्य रूप से सामर्थ्य पर केंद्रित था लेकिन एक मंजिला पर इस अपरूपण बल की मांग उनके सापेक्ष कठोरता के आधार पर दीवारों को वितरित करने जा रही है तो आपको एक मंजिला में प्रत्येक दीवार की कठोरता का अनुमान लगाने की आवश्यकता है हालांकि यह पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है कि क्या आपके पास संरचना में मध्यपट कार्रवाई है या नहीं मध्यपट क्रिया का अर्थ फर्श फलक या छत फलक यदि यह एक आदर्श मध्यपट के रूप में कार्य कर रहा है जिसका अर्थ है कि आपके पास फलक अभिनय है एक कठोर तरीके से जिसके कारण फलक पर किसी भी बिंदु पर विस्थापन पार्श्व बल के कारण समान हैं कि फलक के भीतरअंदर कोई सापेक्ष विरूपण होने वाला है इसलिए यदि फलक के दो बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष ख़राब नहीं हो सकते हैं एक दूसरे के सापेक्ष ख़राब करना पर वे विस्थापित करेंगे लेकिन वे एक दूसरे के सापेक्ष ख़राब नहीं हो सकते हैं फिर स्लैबफलक को तेजी से स्थिर माना जा सकता है और आपके पास मध्यपट कार्रवाई है यदि आपके पास मध्यपट कार्रवाई है तो बलों का वितरण सापेक्ष कठोरता के आधार पर होने जा रहा है यदि आपके पास मध्यपट कार्रवाई नहीं है तो वितरण कठोरता के आधार पर नहीं हो सकता है इस प्रकार मध्यपट की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि एक निश्चित दिशा में एक मंजिला मंजिल में व्यक्तिगत दीवारों को कैसे वितरित किया जाना है अब एक बार हमें यह कहने दें कि आपने एक संरचना की ऊंचाई के साथ आधार अपरूपण को वितरित करने के इस चरण को पूरा कर लिया है और अपनी मंजिला अपरूपणता स्थापित की है मंजिला अपरूपणता अब दी गई दिशा में एक मंजिला में दीवारों के बीच वितरित की गई हैं आपने एक दीवार अपरूपणता की स्थापना की दीवार को स्वयं एक एकल घटक होने की आवश्यकता नहीं है आपके पास एक खाली दीवार हो सकती है और वह एक एकल चिनाई पैनल है हालांकि अगर आपके पास छेद है तो यह एक सिंगल पैनल नहीं है आपके पास वहां अलग अलग तत्व हैं और वे कौन से तत्व हैं तो अगले चरण के बाद मेने स्थापित किया है कि दीवार अपरूपणता क्या है और यहाँ दीवार अपरूपणता है हम कहते हैं कि H एच दीवार पर अभिनय कर रहा है और अगर यह दीवार है जिसमें छेद है या खुली हुई है फिर मेरे पास यहां दो छेद हैं इस घाट और इस घाट के बीच के अंत में एक बड़ा छेद है और पहले दो स्तरों के बीच एक और छेद है दरवाजा के रूप में ठीक है इसलिए मेरे पास 1 घाट 2 घाट और घाट 3 हैं हम उन्हें घाट कहते हैं क्योंकि वे ऊर्ध्वाधर तत्व हैं वे गुरुत्वाकर्षण भार ले जाने वाले तत्व हैं और वे एक बार हैं जो पार्श्व बल का विरोध करने वाले हैं तो घाट को पार्श्व भार विरोध ऊर्ध्वाधर तत्वों के रूप में परिभाषित किया गया है और वे पार्श्व कार्रवाई के तहत एक भार वहन चिनाई संरचना के सबसे महत्वपूर्ण भागों का निर्माण करते हैं इसलिए मेरे पास यहां 3 घाटपियर हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि पार्श्व बलों के तहत घाट का विरूपण खुले आकार से प्रभावित होने वाला है तो यहाँ दीवार एक दिशा के साथ पूरी दीवार है एक धुरी के साथ विरोध करने वाले तत्व हैं और यहां हम एक छिद्रित दीवार की बात कर रहे हैं अब एक यह कि यह खुले आकार से प्रभावित होने जा रहा है और दूसरा यह कि इन स्तरों के बीच युग्मन तत्व क्या है और जब मैं एक युग्मन तत्व की बात करता हूं तो मैं वहां क्या कर रहा हूं एक नियमित ढांचेफ्रेम में युग्मन तत्व एक धरनबीम हैठीक है एक आघूर्ण विरोध ढांचे में एक प्रबलित कंक्रीट संरचना में आपके पास ऊर्ध्वाधर भार का विरोध करने वाले पार्श्व भार के रूप में स्तंभकॉलम होते हैं लेकिन जब एक चिनाई वाली दीवार में जब हम इन युग्मन तत्वों की बात कर रहे हैं तो हम स्कन्ध स्पैन्ड्रेल का उल्लेख कर रहे हैं और ये अलग अलग पहलू अनुपात के तत्वों को क्षैतिज रूप से संरेखित करते हैं और उनकी प्राथमिक भूमिका पार्श्व क्रिया के दौरान बलों के बीच स्थानांतरण है गुरुत्वाकर्षण के तहत वे मूल रूप से भार को भारित कर रहे हैं या फर्श से घाटपियर तक आने वाले बलों को सरदललिंटल्स के साथ प्रदान किया जाना हैताकि यदि यह अ प्रबलित हो तो वे दरार उत्पन्न न करें तो दूसरा तत्व जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह स्वयं स्कन्ध है अब घाटपियर की सामर्थ्य के संबंध में स्कन्ध की सामर्थ्य के आधार पर दीवार में अपरूपण बलों के वितरण को प्रभावित किया जा सकता है अब घाटपियर्स और स्कन्ध स्पैन्ड्रल्स के बीच की सीमा पर आपके पास कुछ ऐसा है जो एक धरनबीम स्तंभकॉलम जोड़ों के बराबर है एक आघुर्ण का विरोध ढांचेफ्रेम में आप कॉलम और बीम बीम कॉलम जोड़ों के बीच होगा इस मामले में स्कन्ध स्पैन्ड्रल्स के बीच एक समान तरीके से जो क्षैतिज रूप से संरेखित तत्व है और लंबवत से संरेखित तत्व है जो आपके पास धरनबीम स्तंभकॉलम जोड़ है या जिसे कम विरूपण के क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है अक्सर यह एक कठोर स्तंभ के रूप में कठोर गाँठ के रूप में आदर्श होता है जो एक आघूर्ण का विरोध करने वाले ढांचेफ्रेम में जोड़ होता है तो तीनों तत्व हैं जो वास्तव में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं एक जो ऊर्ध्वाधर पार्श्व भार का विरोध करने वाला घाट तत्व है क्षैतिज पार्श्व भार का विरोध करने वाला तत्व जो गुरुत्वाकर्षण को सख्ती से नहीं बोलता है जो स्कन्ध और घाटपियर के बीच का जोड़ है स्कन्ध की सामर्थ्य और कठोरता के आधार पर घाट की सीमा स्थिति स्थापित होती है तो घाट वास्तव में पार्श्व बलों के तहत एक बाहू विरूपण रूपरेखा हो सकती है या पार्श्व बलों की कार्रवाई के तहत एक अपरूपण विरूपण रुपरेखा हो सकती है और यह स्कन्ध द्वारा निभाई गई भूमिका पर निर्भर करता हैसही है इसलिए एक बार जब आप अपरूपण दीवार स्थापित कर लेते हैं तो आपको अब अपरूपण दीवार को ऊर्ध्वाधर पार्श्व भार ले जाने वाले तत्वों को वितरित करना शुरू करना होगा तो अपरूपण दीवार को तीन घाटपीयर में वितरित किया जाना चाहिए यहां H को H1 H2 और H3 के बीच वितरित करना होगा यह मानते हुए कि हमारे पास कठोर मध्यपट क्रिया है और यहां इस विशेष मामले में तीन ऊर्ध्वाधर पार्श्व भार ले जाने वाले तत्व मौजूद हैं आपको इन तीनों को अपरूपण बल को वितरित करने का एक तरीका चाहिए और यह सापेक्ष कठोरता के आधार पर किया जाता है तो आपको एक दीवार में घाट की सापेक्ष कठोरता का अनुमान लगाने की आवश्यकता है और आपको दीवार की समग्र कठोरता की आवश्यकता है जो यह स्थापित करने में सक्षम हो कि क्या मंजिला अपरूपण का अनुपात दीवार को आकर्षित करेगा ठीक है तो यह वह जगह है जहाँ आपको वास्तव में चिनाई पट्टिकाओंपैनलों में विकृति और कठोरता का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए और यह स्कन्ध से प्रभावित होता है यदि आपके पास एक युग्मन तत्व के साथ एक छेदखुला हुआ है या यदि आपके पास एक खाली दीवार है जिसमें कोई छेदखुलाव नहीं है तो पार्श्व बलों के तहत दीवार ख़राब हो जाएगी लेकिन यह भी जैसा कि मैंने कहा कि यह निर्भर करता है कि स्कन्ध कितना मजबूत और कितना कठोर है और यही कारण है कि इसे अलग तत्व के रूप में पृथक किया जाता है एक घाट एक ऊर्ध्वाधर पार्श्व भार ले जाने वाला तत्व है तो आप एक घाट का निर्माण करते हैं बीच में एक निरंतरता है एक घाट में एक ऊर्ध्वाधर निरंतरता है और अतिभारित भार और इसके अचल भार और अपने स्वयं के अचल भार के कारण पूर्व संपीड़न है स्कन्ध को उस क्रिया का लाभ नहीं होता है स्पैन्ड्रेल में पूर्व संपीड़न नहीं है क्योंकि यह एक तत्व है जो छेदखुलव के ऊपर है लेकिन यह इस स्तर पर अनुदेशात्मक है कि आप किस तरह से घाट की कठोरता का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि यह वह जगह है जहां से आप शुरू करते हैं की आपको घाट की कठोरता का अनुमान लगाने की जरूरत है और फिर आपको दीवार की कठोरता का अनुमान लगाने में सक्षम होने के लिए उन्हें एक साथ रखने की आवश्यकता है तो दो स्थितियां जिनके तहत घाट की कठोरता का अनुमान लगाया जा सकता है कि घाट एक बाहू अपरूपण दीवार के रूप में कार्य कर रहा है इसलिए यदि आप एक खाली दीवार को देख रहे हैं यदि आप बिना किसी छेदखुलाव के दीवार को देख रहे हैं तो दीवार की विरूपण रूपरेखा एक बाहू दीवार के करीब है आपको एक बाहू विरूपण रुपरेखा मिलती है जिस आघूर्ण में आपके पास जो खुलाव है और आपके पास एक स्कन्ध होता है जो कि छेदखुले के बीच युग्मन तत्व होता है स्कन्ध घाटपियर्स के शीर्ष पर घूमने से रोक सकता है और यह सीमा स्थिति को बदल देता है तो पहले मामले में यदि आप ऊँचाई h की एक बाहू अपरूपण दीवार पर विचार करना चाहते हैं तो पार्श्व बल H उस पर कार्य कर रहा है और दीवार की लंबाई L की दीवार की मोटाई T हो रही है हम एक अनुमान प्राप्त करने में सक्षम होने में रुचि रखते हैं पार्श्व विरूपण डेल्टा और उसके साथ हम वास्तव में दीवार की पार्श्व कठोरता का अनुमान लगा सकते हैं इसलिए सरलीकरण लेकिन सीमा की स्थिति का यह सरलीकरण और आदर्शीकरण हमारे लिए आवश्यक है कि हम एक संपूर्ण दीवार की कठोरता और अनुमान लगाने में सक्षम हों जो घाटपियर्स और स्कन्ध से बनी हो इसलिए यदि आप पार्श्व विरूपण को देखते हैं जब हम नमन तत्वों को देखते हैं जब हम प्रबलित कंक्रीट ढांचेफ्रेम को देखते हैं और हम प्रबलित कंक्रीट अवयवों में विक्षेपण की गणना करते हैंजो कि अनुता अनुपात को देखते हैं हम आम तौर पर नमन विक्षेपण की गणना करते हैं लेकिन जैसा कि पहलू अनुपात H गुणा L बदलता है अनुपात परिवर्तन अपरूपण विरूपणता की उपेक्षा नहीं की जा सकती और इसलिए चिनाई वाली दीवार अन्ध्रुनी सतह पार्श्व विक्षेपण के कुल पार्श्व विक्षेपण में दो घटक होते हैं नमन घटक और अपरूपण घटक जब हम मान लेते हैं कि विरूपण प्रोफ़ाइल एक बाहू विरूपण रुपरेखा है तो नमन घटक Hh3 3EI है जहां E यहाँ चिनाई समग्र चिनाई विकेंद्रिता का मापांक है अपरूपण घटक अपरूपण क्षेत्र द्वारा विभाजित अपरूपण बल होता है जो अपरूपण मापांक द्वारा विभाजित दीवार के पार अनुभाग के कुल क्षेत्र से अलग होता है जो दीवार पैनल की ऊंचाई में ही होता है इसलिए यहां उन संख्याओं को प्लग करना है जो अनुभागीय गुणों के संदर्भ में उचित संख्याएं हैं और यह अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि पार्श्व विरूपण और पार्श्व कठोरता क्या एक धारणा हो सकती है कि अपरूपण क्षेत्रफल 5 6 वां है कुल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल एक स्वीकार्य धारणा है यहां Ag एजी दीवार की मोटाई गुणा कुल लंबाई है और फिर प्रमुख अक्ष tL3 12 के साथ दीवार अन्ध्रुनी सतह दिशा के क्षेत्रफल का दूसरा आघूर्ण और अपरूपण मापांक फिर से मान रहा है कि सामग्री एक समदैशिक सामग्री है हम अपरूपण के मापांक को यंग मापांक Young's modulus से जोड़ रहे हैं और यह मानते हैं कि अपरूपण मापांक यंग मापांक Young's modulus का लगभग 40 प्रतिशत है जो चिनाई के लिए एक उचित अनुमान है इसलिए हमारे पास कुल क्षेत्रफल अपरूपण मापांक और उन सरलीकरणों का उपयोग करने और कुल विक्षेपण पर विस्तार करने के संदर्भ में संख्याएँ हैं जो कि नमन विक्षेपण धन अपरूपण विक्षेपण है और इस तरह के सरलीकरण कि हम अभिव्यक्ति को शुद्ध रूप से ज्यामिति की शर्तें के तहत लिखने में सक्षम हैं सरलीकरण यहां किया जाता है ताकि H भाग L अनुपात की सामग्री प्रत्यास्थ के मापांक के रूप में इसे व्यक्त किया जा सके जो कि पहलू अनुपात और दीवार की मोटाई है तो पार्श्व बल वह मात्रा है जिसे आपको जानना आवश्यक है आपको दीवार H L और T की ज्यामिति और चिनाई की प्रत्यास्थ के मापांक को जानने की आवश्यकता है जो आपको एक पार्श्व दीवार में विक्षेपण के लिए एक अभिव्यक्ति मिलती है जो अन्ध्रुनी सतह पाश्विक बालों बलों के अधीन है यदि आप कठोरता के संदर्भ में H Δ यह लिखना चाहते हैं और आपको पार्श्व कठोरता के लिए एक अभिव्यक्ति मिलती है यदि आप अपरूपण दीवार को एक बाहू रुपरेखा मानते हैं अब एक समान तरीके से अगर यह एक दीवार है अगर यह घाटपियर के बीच एक छेद है जिसके बाद चित्र में आने वाले स्कन्ध की परस्पर क्रिया होती है इसलिए मैं उस घाट को देख रहा हूं जो खुले के बीच में है मेरे पास इस तरफ एक छेद है दूसरी तरफ एक और छेद है जिसका अर्थ है कि स्कन्ध परस्पर पराभव कर रहे हैं यह मान लें कि यह एक खिड़की है अगर आपके पास एक खिड़की है और फिर आप ऊपर एक स्कन्ध है और नीचे एक स्कन्ध है और वे वास्तव में चिनाई के घाट के ऊपर और नीचे के घुमावों को रोकने की दिशा में काम करने वाले हैं इससे पहले आपके पास एक बाहू विरूपण रुरेखा शीर्ष था जो घूमने के लिए स्वतंत्र था लेकिन जब आपके पास एक स्कन्ध है जो इसकी ज्यामिति और मजबूत में महत्वपूर्ण होता है तो यह घाट के शीर्ष पर क्या कर सकता है कि यह घुमावों को रोक सकता है तो घुमाव की रोकथाम का मतलब होगा कि घाट अब दुगने बंकन के अधीन है और इसलिए पार्श्व कठोरता का अनुमान हम बदल देंगे तो यहां आपके पास फिर से एक नमन घटक और अपरूपण घटक है लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि दीवार दुगने बंकन से गुजर रही है मेरे पास Hh3 12EI है जो कि नमन तंत्र के कारण विक्षेपण का अनुमान होगा और हम उसी अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं जो हमने पहले अपरूपण क्षेत्रफल के लिए और अपरूपण मापांक के लिए उपयोग किया था और फिर इसे H गुणा L के सन्दर्भ में इसे सरल तरह से लिखना दीवार की ज्यामिति अनुप्रस्थ काट T और प्रत्यास्थ मापांक हम इसे दीवार के पार्श्व विक्षेपण या पार्श्व कठोरता के संदर्भ अभिव्यक्ति करते है इसलिए आपके लिए एक दीवार की जांच करना और यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या घाट का व्यवहार एक बाहू रूपरेखा या अपरूपण रूपरेखा के करीब है और फिर आपको अब पूरी दीवार के पार्श्व कठोरता को स्थापित करने में सक्षम होने के लिए अलग अलग घाटपियर्स और स्कन्ध को इकट्ठा करने की आवश्यकता है तब आपके पास कई दीवारें होती हैं इन दीवारों के बीच सापेक्ष कठोरता होती है जो आपको यह स्थापित करने में मदद करने वाली होती है कि अपरूपण बल का अनुपात क्या है जो दीवार को अपरूपण मंज़िल से प्राप्त होने वाली है यह जांचने में उपयोगी है कि अपरूपण विरूपण प्रोफाइल वाले बाहू और घाटपियर्स कैसे पहलू अनुपात के संबंध में दिखेंगे तो अगर इस कठोरता को देखने के लिए y अक्ष पर कठोरता को सामान्य किया मेरे पास कठोरता k भाग दिवार कि मोटाई t और चिनाई का प्रत्यास्थ मापांक है और अगर मेरे पास X अक्ष पर L गुणा H पहलू अनुपात है तो आप देखते हैं कि छोटे पहलू अनुपात के लिए जो हम मोटी दीवारों को देखते हैं जहाँ अपरूपण विरूपण प्रबल होता है लेकिन जैसे जैसे हम अनुपात अनुपात में वृद्धि करते हैं आप देखते हैं कि अपरूपण विरूपण रुपरेखा अपरूपण विरूपण मात्रा वास्तव में नगण्य हो जाती है और एक पतली दीवार में जो अपने पहलू अनुपात को पतला करता है जैसे कि L गुणा h 1 से अधिक है अपरूपण विरूपण का योगदान कम कर रहा है तो काफी कम पहलू अनुपात के लिए अपरूपण विरूपणता क्या है जो बाहू रूपरेखा और निश्चित घाट मामलों दोनों के लिए शासन करेगी और यह वास्तव में जिस तरह से भावों के आधार पर अभिव्यक्तियों को सफल करने के तरीके है ठीक है इसलिए मैं सिर्फ इस पहलू को चाहता था जो हमारे अभिकल्पनडिजाइन की एक कड़ी है जहां एक बिंदु जहां हम डिजाइन के पहलुओं को इस खंड के समापन भाग के रूप में शुरू करते हैं जो सामर्थ्य और व्यवहार को देखता है इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ अलग अलग कार्यों और अपेक्षित व्यवहारों पर हमारी समग्र पकड़ है और इसलिए डिजाइन के दृष्टिकोण से खुद को ध्यान रखने की आवश्यकता है और हम अगले व्याख्यान में अभिकल्पनडिजाइन शुरू करेंगे ठीक है